सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में पिछले मॉड्यूल में हमने क्या देखा हमने यह देखा कि किस तरीके से हम मल्टीमीटरmultimeter के इस्तेमाल से काफी सारे कंपोनेंट को मेजर कर सकते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के लिए भी मल्टीमीटर के इस्तेमाल से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हमने वेरिएबल AC या फिर वेरियाक देखा वेरियाक के मदद से हम AC वोल्टेज को चेंज कर सकते है जिसे हम डिजिटल मल्टीमीटर से मेजर कर पा रहे थे पिछले मॉड्यूल के अंत में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी देखा उसको भी मेजर किया जिसका वैल्यू 498 के आसपास हमें मिला 50 हर्ट्ज़ के आसपास की फ्रीक्वेंसीस को लाइन फ्रीक्वेंसी कहते हैं और वोल्टेज 230 वोल्ट था तो इंडिया में वोल्टेज सिंगल फेज है और 230 वोल्ट AC है और लाइन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट देखेंगे जो है पावर सप्लाई तो पावर सप्लाई AC या DC पावर सप्लाई हो सकता है तो AC और DC क्या है एक क्रूड तरीका इसका उत्तर देने का यह कि DC में फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा और AC में आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते तो जब हम AC को मेजर करते हैं तो 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मिलता है पर यदि आप DC को मेजर करते हैं तो 0 हर्ट्ज़ का स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इसलिए हम DC को स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करते हैं AC को हम साइन वेव से इंडिकेट करते हैं हम AC को ट्रायंगल या स्क्वेयर वेव से भी इंडिकेट कर सकते हैं AC अल्टरनेटिंग करंट है और DC डायरेक्ट करंट है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम आज DC पावर सप्लाई के बारे में देखेंगे लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है वह DC पावर सप्लाई है और राइट में आपको एक दूसरा DC पावर सप्लाई दिख रहा है जो राइट वाला पावर सप्लाई है वह फिक्सड पावर सप्लाई है और वह काफी पुराना है तो मैंने दोनों पावर सप्लाई इसलिए रखा है क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अभी भी यह वाली DC सप्लाई यूज करते होंगे या फिर नए तरीके का DC सप्लाई यूज करते होंगे अब हम देखेंगे की DC पावर सप्लाई में क्या चीजें लिखी हुई है तो पहली चीज जो हमें दिखती है वह CV FB है फिर उसके बाद प्लस 15 वोल्ट एडजेस्टेबल माइनस15 वोल्ट एडजेस्टेबल है वहां पर माइनस है कॉमन है और एक प्लस है फ्यूज भी है और फिर मेंस है मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट किया है 230 वोल्ट AC को और मैं अभी इसे स्विच ऑन कर रहा हूं जब मैं इसे कनेक्ट करता हूं और स्विच ऑन करता हूं तो आपको यह LED लाइट जलता हुआ दिखेगा तो अब आप वोल्टेज को मेजर करेंगे सीताराम यहां पर मेरी मदद करेंगे और वह आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है DC पावर सप्लाई से तो हमारे पास DC है मल्टीमीटर है और अब वह उसे कनेक्ट करेंगे DC पावर सप्लाई से तो वोल्टेज क्या है 1493 वोल्ट हमें दिख रहा है यदि हमें यह वोल्टेज चेंज करना हो तो वह किस तरीके से कर सकते हैं मैं स्क्रुड्राइवर के मदद से यह चेंज कर सकता हूं क्यों यह काफि पुराना सप्लाई है हम चेंज कर रहे हैं और हमें यह चेंज दिख रहा यदि हम इसे दूसरे डायरेक्शन में चेंज करें तो भी हमें वोल्टेज में चेंज दिखता है तो आप स्क्रू ड्राइवर के मदद से नॉब को चेंज करते हुए वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं माइनस 15 क्या है यदि आपको माइनस 15 वोल्ट मेजर करना हो तो वह कैसे करेंगे आप इसे ब्लैक को कनेक्ट करेंगे और कॉमन वाला वैसे ही रहेगा तो यह आपका 149 वोल्ट है आप इसे 15 पर चेंज कर सकते हैं नॉब को एडजस्ट करके और आपको 15 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेगा अब हमें पता है कि ऑपरेशनल एमप्लीफायर 741 में हम प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो यह आपका बायस वोल्टेज है जो हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर सर्किट को देते हैं यह DC वोल्टेज को हम किस तरीके से ऑपरेशनल एमप्लीफायर को अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी और सर्किट को जिसे DC पावर सप्लाई की जरूरत है तो यह जो इक्विपमेंट है वह आपका DC पावर सप्लाई है अब हम इसका नया वाला वर्जन देखेंगे जो कि एक बेटर वर्शन है लेफ्ट में आपको वैल्यू दिख रहा है पर राइट वाले में हमें वैल्यू नहीं दिख रहा क्योंकि हमें मल्टीमीटर कनेक्ट करना है लेफ्ट वाले के लिए हमें मल्टीमीटर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है मल्टीमीटर हम केवल इसी के लिए कनेक्ट करते हैं कि जो वैल्यू हमें यहां दिख रहा है क्या वही वैल्यू हमें मल्टीमीटर पर भी दिख रहा है तो वह काफी नजदीक होगा पर राइट वाले केस में डिस्प्ले नहीं है जो लेफ्ट वाला है वह काफी बड़ा और वजनदार है जिसे उठाने में काफी दिक्कत होगा तो इसे मैंने उठाया है जो कि गलत है वह इसलिए क्योंकि वह पावर सप्लाई ऑन है और मैंने उसे उठाया है तो कोई भी इक्विपमेंट को जब वह ऑन स्टेट में होता है उसे नहीं उठाना चाहिए आपको पावर स्विच ऑफ करना चाहिए यदि पोसिबल हो तो एक्यूमेंट को डिस्कनेक्ट करें और फिर आप उसे उठा सकते तो पॉइंट यहां पर यह है कि यह सारे वजनदार इक्विपमेंट है यह इतने वजनदार क्यों है वह इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हम 230 वोल्ट AC अप्लाई कर रहे हैं और हम इस 230 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होगा ट्रांसफार्मर क्या करेगा वह AC या फिर 230 वोल्ट को कन्वर्ट करता है या फिर स्टेप डाउन करता है उस वोल्टेज पर जिसकी हमें जरूरत है फिर हमें एक दूसरा सर्किट का इस्तेमाल करना होगा तो इस ट्रांसफार्मर और दूसरे सर्किट के मदद से हम AC को DC मैं कन्वर्ट कर सकते हैं तो वह दूसरा सर्किट क्या है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं अलग विभिन्न तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं तो जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वह वजनदार है तो आपको जाकर देखना होगा कि विभिन्न तरीके के रेक्टिफायर्स क्या है क्योंकि इसके बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात नहीं करेंगे तो रेक्टिफायर कि जब बात करते हैं किस तरीके का रेक्टिफायर होगा हाफ रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर या फिर कोई और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो यहां पर हम उसे स्टेप डाउन कर रहे हैं तो AC वोल्टेज कौन सा है AC वोल्टेज साइन वेव है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ फ्रिकवेंसी वाला है तो इसे हम स्टेप डाउन कर रहे हैं किसी वोल्टेज पर जो की AC है फिर हमें AC कंपोनेंट को निकालना होगा और उसे DC कन्वर्ट करना होगा यानी कि हमें AC कंपोनेंट को फिल्टर आउट करना है तो आपको जो पॉइंट में कर रहा हूं उसे समझना होगा यह DC पावर सप्लाई है जहां पर हम वोल्टेज क्या है और करंट क्या है यह देख नहीं सकते है तो उसे देखने का दूसरा तरीका क्या है यह कि हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम दूसरे सप्लाई की ओर बढ़ते हैं जोकि लेफ्ट वाला है वह काफी वजनदार है इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है वह पिछले वाले से ज्यादा वजनदार है यह इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अब हमारे पास दो अलग सोर्सेस है तो आप देख सकते हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं तो यह रेगुलेटड DC लीनियर पावर सप्लाई है लीनियर रेगुलेटेड का मतलब यह की कि हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं वह DC वोल्टेज लिनियर पावर सप्लाई है लीनियर इसलिए कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका वोल्टेज भी लिनियरली बढ़ता है इसका यह मतलब नहीं है कि वोल्टेज और करंट के बीच लीनियर रिलेशनशिप है क्योंकि करंट लोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होता है तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं अब हम सबसे पहला सेक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे की इस पर्टिकुलर DC पावर सप्लाई का रोल क्या है तो मैं फिर से इस पर्टिकुलर DC पावर सप्लाई को पावर दे रहा हूं अब हम इसे स्विच ऑन करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं यहां पर करंट 0 है क्योंकि कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो करंट 0 है पावर क्या होगा पावर या वोल्टेज 0 वोल्ट या 02 वोल्ट है यहां पर 522 वोल्ट है तो अब हम एक सेक्शन को देखेंगे तो क्या आप सही तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है 0 से लेकर 30 वोल्ट और 3 एंपियर इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम करंट 3 एंपियर हो सकता है यदि वह 4 एंपियर होता है तो क्या होगा वह जल जाएगा और उसे हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो मैक्सिमम 3 एंपियर है और वोल्टेज 0 से लेकर 30 वोल्ट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं अब यह क्या है यह कांस्टेंट वोल्टेज है आप यहां पर CV देख सकते हैं कांस्टेंट करंट के लिए रेड कलर का LED मौजूद होता है कोर्स और फाइन नॉबस भी है तो इसका यह मतलब है कि आप उसे कोर्स चेंज भी कर सकते हैं या फाइन ट्यून भी कर सकते हैं करंट के लिए भी आप उसे कोर्स चेंज भी कर सकते हैं या फाइन ट्यून भी कर सकते हैं तो कोर्स और फाइन का क्या मतलब है यदि हम कोर्स चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वह फटाफट चेंज होता है और आपको 2345 ऐसे वोल्टेज मिल सकता है यदि हमें फाइन ट्यून करना हो तो वह आहिस्ते बदलता है जैसे 54 55 56 57 तो कोर्स आपको फाइन ट्यून नहीं दे सकता है यह सबसे बेस्ट ट्यूनिंग है जो हमें DC पावर सप्लाई से मिल सकता है अब यह क्या है यहां पर रेड ब्लैक और सेंटर नॉबसहै यदि आप देखें तो प्लस 15 वोल्ट 2 एंपियर कॉमन माइनस 15 वोल्ट 2 एंपियर है जोकि सिमिलर है जो हमने पहले देखा था अब हम सबसे पहले वोल्टेज को देखेंगे यदि हमें वोल्टेज मल्टीमीटर से मेजर करना हो तो हम देखते हैं कि मल्टीमीटर क्या दिखाता है क्या रीडिंग दिखता है जब हम रेड प्रोब को रेड नॉब से और ब्लैक प्रोब को ब्लैक नॉब से कनेक्ट करते हैं क्या यह DC पावर सप्लाई में है 593 592 ऐसे दिख रहा है तो 59 से 592 ज्यादा नजदीक है या फिर यह ज्यादा एक्यूरेट है यहां पर 2 डिजिट है तो हम आगे भी देख सकते हैं करंट क्या है करंट 0 है दूसरे वाले का कैसा होगा वह 522 वोल्ट है अब देखिए कि वह किस तरीके से रेड प्रोब को रेड नॉब से और ब्लैक प्रोबblack probe को ब्लैक नॉब से कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है 521 दिख रहा है जो कि काफी क्लोज है यदि आपको प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट देखना हो जैसे हमने पिछली बार देखा था तो आप प्लस 15 वोल्ट को कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लस 15 वोल्ट के लिए आप रेड और कॉमन जो की सेंटर में है उसे कनेक्ट करेंगे तो आप को 150 दिखेगा अब यह कांस्टेंट है और उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है माइनस 15 वोल्ट के लिए रेड प्रोब को ब्लैक से कनेक्ट करेंगे और फिर आप को माइनस 15 वोल्ट दिखेगा ऑपरेशनल एमप्लीफायर के केस में अब डायरेक्टली इन टर्मिनलस पर प्लस 15 और माइनस 15 अप्लाई कर सकते हैं दूसरी चीज यह की एक ही वक्त पर हम दो वोल्टेज सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस 15 और माइनस 15 अप्लाई कर सकते हैं इस DC सप्लाई का एडवांटेज यह है कि हम मल्टीपल सर्किटस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह लोकली मैन्युफैक्चरड DC पावर सप्लाई है इसके दो एडवांटेजेस है या ऐसे कह सकते हैं मल्टीपल एडवांटेजेस है यदि आप इस साइड में देखें तो 0 से लेकर 30 वोल्ट 3 एंपियर है और दूसरे साइड में 0 से लेकर 5 वोल्ट 15 एंपियर है फिर आप प्लस 15 और माइनस 15 अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक दूसरा एडवांटेज है इसका मतलब यह कि आप मल्टीपल सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह है जो DC पावर सप्लाई हमें देता है तो एक चीज में यहां पर बताना चाहूंगा कि यदि आप नहीं जानते हैं कि करंट के नॉब का वैल्यू क्या होना चाहिए उसे आप हमेशा मैक्सिमम में रख सकते हैं तो अपने सर्किट को बचाने के लिए हमेशा उसे मैक्सिमम में रखना चाहिए जब भी हम DC पावर सप्लाई को किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसे हम मैक्सिमम में रखेंगे तो यह था DC पावर सप्लाई एक जो हमने देखा वह पुराना वाला वर्जन था और दूसरा जो हमने देखा वह नया वाला वर्जन था तो पॉइंट यह है कि कोई भी वर्जन आप इस्तेमाल करें आपको यह पता होना चाहिए कि DC पावर सप्लाई क्या है यदि आपको रीडिंग्स नहीं दिख रहा है तो परेशान नहीं होना है केवल मल्टीमीटरके इस्तेमाल से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर लेक्चर का अंत करेंगे अगले लेक्चर में हम फंक्शन जनरेटर के बारे में देखेंगे इसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जब हम एनालॉग सर्किट के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो यह शुरुआत था जो कि DC पावर सप्लाई है और अगले मॉड्यूल में हम फंक्शन जनरेटर के बारे में देखेंगे इसी के साथ इस लेक्चर का अंत होता है धन्यवाद